डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसे समाप्त करेंगे इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने रिलेशनल स्कीमा की विशेषताओं और दृष्टान्त के बारे में गणितीय रूप में बात की थी और बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमने कुंजी की अवधारणा के बारे में चर्चा शुरू करने की कोशिश की थी इस मॉड्यूल बीजगणित के संचालन के साथ परिचित करवाने का प्रयास करेंगे इसलिए ये अलग अलग ऑपरेशन को देखते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कर रहे हैं और फिर हमने यहां एक शर्त रखी है जो कि एक प्रस्तावित स्थिति है तो इसके लिए R की सभी पंक्तियों की जाँच की जाएगी यदि एक पंक्ति इस परिस्थिति को संतुष्ट करती होगी तो फिर इसे परिणाम में शामिल किया जाएगा अगर यह इस परिस्थिति को संतुष्ट नहीं करता है तब इसे परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा तो आइए हम इस उदाहरण को देखें तो हमारी परिस्थिति थीटा है A B D5 तो आप कह रहे हैं कि किसी भी पंक्ति का चयन करना है जिसकी A विशेषता का मूल्य B विशेषता के बराबर होना चाहिए है और जब ऐसा होता है इसका मूल्य D 5 है तो अगर हम इसके माध्यम से देखते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं पहली शर्त A B से आप कह सकते हैं कि यह पंक्ति इस शर्त को पूरा नहीं करती है क्योंकि A अल्फा में D 5 तो सिलेक्शन किए गए हैं लेकिन कॉलम column का समूह ऐसा फेरबदल नहीं करता है वे वही रहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं इसके विपरीत कहता हूं कि सिगमा ऑफ ए केवल यह पंक्ति होगी जहां पर केवल एक ही पंक्ति हो सकती है जिसके लिए A≠B मेरे पास एक सिलेक्शन का परिणाम होगा तो यह संभव है कि जरूरी नहीं कि कुछ पंक्तियों को परिणाम में हटाना ही पड़े मैं कहता हूं कि इस सिलेक्शन है आइए हम अगले ऑपरेशन एक सेट है और प्रत्येक सेट में तत्व को अलग होना होगा तो बी को मिटाने के बाद यह पहली और दूसरी पंक्ति समान बन गई है इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों वहां नहीं हो सकते है इसे किसी भी उनमें से एक को मिटाकर अलग करना होगा और इसलिए वे परिणाम में एक पंक्ति बन जाते हैं जाहिर है मैं किसी भी एकल फील्ड नहीं देता है तो कुछ विशेषता एक या एक से अधिक विशेषता होनी चाहिए जिस पर मैं प्रोजेक्ट में समान विशेषताएं हो तभी उनके दृष्टांत को एक यूनियन के तौर पर लिया जा सकता है इसलिए इन दोनों रिलेशंस एक साथ एक ही तालिका में रखे जाएंगे तो यहाँ से α1 यहाँ आ रहा है एवं β 1 यहाँ आ रहा है रिलेशन का Ս बना सकते हैं तो वह तीसरा ऑपरेशन में शामिल है क्योंकि यह सेट s में मौजूद नहीं है इसलिए यह सेट बीजगणित में किया जा सकता है पांचवां ऑपरेशन है तो यह r s है अब अगर मैं इस r s को घटाता हूँ जो कि r से सेट है जो कि बड़ा सेट है तो क्या शेष रहेगा यह वही है जो शेष रहेगा तो अगर मैं r s में से r को घटाता हूँ तो क्या बचेगा यह जरूरी तौर पर आर और एस का इंटरसेक्शन के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है इसके बाद आता है कि हम कैसे दो अलग अलग रिलेशंस को जोड़ सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे

अंत में हम ऑपरेशन बीजगणित संचालन देने के लिए है एक अच्छा ऑपरेशन कहा जाता है जिसका हम बहुत अधिक उपयोग करेंगे चलिए पहले मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाता हूं मान लीजिए कि मेरे पास दो रिलेशंस के संदर्भ में देख रहे हैं हम कहना चाहते हैं कि यदि एक विशेषता दो तालिकाओं के बीच समान है जब आप उसे जॉइन कर रहा हूं मैं इस पंक्ति को देख रहा हूं मैं इस पंक्ति को देख रहा हूं तो मेरे पास ए को लेते हैं अब अभिव्यक्ति को देखते हैं विशेषताएँ समान विशेषताएँ हैं B और CB और D हैं तो बी विशेषता rB और sB है तो हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच दो तालिकाओं के बीच समान हैं यह एक अंतिम सिलेक्शन तो अब आप A r B C rD और E पर आधारित प्रोजेक्ट करते हैं जिसका मतलब है कि sB और sD बाहर बचे हैं आप उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करते तो जब आपने प्रोजेक्शन कर लिया है तो आपको नेचुरल जॉइन का अंतिम नतीजा मिलता है जिसमें दो रिलेशंस की सभी विशेषताओं का एक यूनियन है जो A B C D और B D E का यूनियन A B C D E है और आपके पास वह सभी रिकॉर्ड हैं जिनके मूल्य रिलेशन करता हूं A B C पर या बल्कि A B C D पर करता हूं मुझे r का एक उपसमूह मिलेगा यदि मुझे B D E पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर होते हैं उदाहरण के लिए एक दी गई तालिका में से हम एक कॉलम किया जा सकता है और उपयोग किया जाता है लेकिन ये उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक हो गए हैं क्योंकि अक्सर हमें इन्हें पता करने की जरूरत पड़ती है अगर मेरा मतलब है कि ये प्रशिक्षक हैं और इसलिए आइए देखें कि किस प्रशिक्षक पर पाठ्यक्रमों का अधिकतम भार है कितने घंटे या किस प्रशिक्षक पर आधारित है विभिन्न प्रशिक्षकों औसत लोड क्या है इत्यादि इसलिए हर संभव संदर्भ में विभिन्न एग्रीगेट ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है और वे भी अधिकांश शुद्ध और साथ ही वाणिज्यिक क्वेरी की तरह उपलब्ध होते हैं अंत में ध्यान दें कि रिलेशनल और संयोजन करना है यह एक नया डेटा उत्पन्न नहीं करता है जो कि यह है कि अगर मैं देखता हूं कि एक विशेषता कि एक विशेष पंक्ति का मूल्य 15 है फिर कुछ इनपुट भाषाओं का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है संक्षेप में कहें तो यह वह तालिका है जिसे आपको न केवल याद रखना चाहिए बल्कि आपको रिलेशनल बनाए हमने विशेषताओं के समान सेट वाले दो तालिकाओं के रिकॉर्ड की जा सकती हैं अब मुझे यकीन है कि आपने पहले ही नोट कर लिया है कि अगर मैं दो तालिकाओं के बीच एक नेचुरल जॉइन बन जाता है इसलिए इस मॉड्यूल की दिशा में प्रगति करना शुरू करेंगे